नमस्ते और mechanobiology का परिचय की आज की व्याख्यान में आपका स्वागत करते हैं पिछले कुछ व्याख्यानों में हम जो रोगों के मैकेनोबयलॉजी के बारे में चर्चा करने लगे थे उस संदर्भ में मैंने कैंसर पर चर्चा की थी और दिखाया कि कैंसर में आपको फाइब्रोसिस की यह प्रतिक्रिया है जो कोलेजन 1 के बढ़े हुए तलछट से चिह्नित है यह ECM स्टिफनिंग की ओर जाता है कोलेजन 1 और प्लस क्रॉस लिंकिंग हम एंजाइम हैं जैसे लाइसिल ऑक्सीडेज भी LOX के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं इन दोनों चीजों से ECM का पुनर्गठन होता है जहां आपके पास ECM फाइबर बनते हैं जो क्रॉस लिंक किए गए बंडलों को बनाते हैं जो कि संरेखित होते हैं हमने सेल पेपर पर चर्चा करके यह पाया कि सेल स्तर में इन सभी प्रतिक्रियाओं से उससे पता चला कि यह ECM क्रॉस लिंकिंग सक्षम है तो आपका ECM क्रॉस लिंकिंग ट्यूमर प्रगति को प्रेरित करने में सक्षम है तो यह ट्यूमर प्रगति इंटीग्रिन सिग्नलिंग की सक्रियता के माध्यम से है आज हम फाइब्रोसिस द्वारा चिह्नित एक और बीमारी पर चर्चा करेंगे जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस Atherosclerosis कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है तो आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के भीतर आपकी धमनियां हैं और ये रक्त वाहिकाएं हैं जो हमारे अंगों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के अन्य भागों में ले जाती हैं यदि आप एक रक्त वाहिका के क्रॉस सेक्शन को देखते हैं तो आपके पास यह अच्छी संरचना है जहां आपको इन चैनलों के माध्यम से रक्त बह रहा है तो क्रॉस सेक्शन गोलाकार है अगर मैं अंदर के भाग का चित्र बनाता हूं तो मुझे इस चैनल से रक्त बह दिखाई देगा है अब एथेरोस्क्लेरोसिस में वही रक्त वाहिका अब यहां दिखता है कि आपके पास हरे क्षेत्र में बहने वाला रक्त है जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस पट्टिका atherosclerosis plaque कहा जाता है यह एथेरोस्क्लेरोसिस पट्टिका अनिवार्य रूप से रक्त प्रवाह को प्रतिबंधित करती है इसलिए पूरे धमनी के माध्यम से बहने के बजाय रक्त प्रवाह प्रतिबंधित है और यह पट्टिका वसा कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम और अन्य पदार्थों सहित कई घटकों से बना है समय के साथ यह पट्टिका कठोर हो जाती है और रक्त प्रवाह को रोक देती है जिससे अंत में दिल का दौरा पड़ता है जब आप ये परीक्षण करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आपके पास धमनियों या शिराओं में 98 प्रतिशत रुकावट है और आगे भी हालांकि इस एथेरोस्क्लेरोसिस की शुरुआत को IDLs या कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड्स जैसे परिसंचारी कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है यह भी देखा गया है कि इन धमनियों के माध्यम से रक्त प्रवाह के तरीके में प्रवाह पैटर्न में अन्य परिवर्तन होते हैं और दिलचस्प रूप से लोगों ने देखा है कि एथेरोस्क्लेरोसिस घावों nको आमतौर पर स्थानीयकृत हैं और वे धमनी शाखाओं और वक्रता के स्थानों पर विकसित होते हैं तो उसके कारण क्या है द्रव यांत्रिकी की सहायता से यह प्रदर्शित किया गया है कि इन स्थानों पर कतरनी के प्रकार का तनाव क्षुब्ध होता है और जब मैं कहता हूं कि आप क्षुब्ध हैं कि आपने क्या पाया है कि ये घाव उन स्थानों पर बनते हैं जहां कतरनी तनाव कम या परेशान होते हैं यह सुझाव देते हुए कि प्रवाह प्रोफ़ाइल की इसमें भूमिका है और बाद में लोगों ने इसे दिखाया है कि एथेरोस्क्लेरोसिस मुख्य रूप से धमनी खंडों में होता है जो एंडोथेलियल सेल डिसफंक्शन प्रदर्शित करता है एंडोथेलियल सेल की शिथिलता कम दोलन या अशांत कतरनी तनाव turbulent shear stressसे उत्पन्न होती है मैं संक्षेप में बताता हूँ कि यह क्या है यदि आप एक साधारण पाइप लेते हैं मान लें कि यह पाइप आपकी धमनी के बराबर है आपका रक्त एक निश्चित दिशा में बह रहा है और यदि आप एक छोटा तत्व लेते हैं तो केंद्र के नीचे समरूपता की एक पंक्ति है हम केंद्र में एक छोटा द्रव तत्व लेते हैं वे कौन से बल हैं जो इस द्रव तत्व के अधीन हैं मान लेते हैं कि यह लंबाई डेल्टा x और यह त्रिज्या है तो क्योंकि यह पाइप है यह अक्षीय अक्षीय रूप से सममित है तो आप के पास त्रिज्या r है इस दीवार पर आप एक दबाव बल p है इसलिए क्योंकि यह डेल्टा x की केवल एक प्रारंभिक लंबाई है जो बहुत छोटा है मैं यहाँ p δp दबाव डाल रहा हूं और आपके पास शीयर फोर्स tau है इसलिए जैसा कि हमारी चर्चा से और आप मेरे स्मरण से जानते हैं शीयर फोर्स स्पर्शरेखा ताकतें हैं आपके पास ये बल हैं और बल संतुलन समीकरण कुछ ऐसा दिखता है तो क्रॉस सेक्शन क्षेत्र में दबाव πr2 τ × the area क्योंकि यह स्पर्शरेखा लंबाई स्पर्शरेखा क्षेत्र है तो 2πr में परिधीय लंबाई कुल δx कतरनी तनाव है और यह p δp × πr2 के बराबर होना चाहिए तो यह समीकरण से आप एक सरल संबंध स्थापित कर सकते हैं कि τ r2 δpδx है तो tau मेरा कतरनी तनाव है τ मेरा कतरनी तनाव है यह r2δpδx भिन्न होता है जिसका अर्थ है कि τmax दीवारों पर होना चाहिए तो दीवारों को कतरनी बल की अधिकतम मात्रा के अधीन किया जाता है और इस समीकरण से आप प्रवाह को प्राप्त कर सकते हैं तो क्योंकि τ µδuδr द्वारा दिया जाता है यह न्यूटनस लॉ ऑफ विस्कोसिटी Newton's law of viscosity है तो आप इस समीकरण µδuδr r2δpδx डाल सकते हैं और आप इस समीकरण को एकीकृत कर सकते हैं ताकि आप पता लगा सकते हैं कि mu गुणा u r है औरअगर मैं mu को इस ओर से निकालता हूं तो यह 12µδpδx r22 है और मैं केंद्र में अधिकतम करने के लिए दीवारों पर 0 से एकीकृत करूंगा तो Rबड़े R से छोटे r या u u से 0 से एकीकृत कर सकते हैं तो आपके पास यह समीकरण 14µ δpδx R2 - r2 मिलेगा

तो आप R2 को कामन निकाल सकते हैं जब r 0 के बराबर है आपके पास umax है और यह आपका वेग प्रोफाइल है मुझे समीकरण को यहाँ लिखने दे R24µ δpδx1 rR2 यहां एक माइनस साइन है इसका सरल कारण है कि δpδx नकारात्मक है तो नकारात्मक गुणा नकारात्मक सकारात्मक है इसलिए यदि आप वेग प्रोफाइल को प्लॉट करते हैं तो वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरह होगी तो यह आपका पाइप है यह प्रवाह की दिशा है जिसमें आपके पास अधिकतम वेग है तो यह वेग प्रोफ़ाइल प्रकृति में पैराबोलिक है अब जो देखा गया है उसमें 2 ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर हैं YAP और TAZ एस संबंधित प्रोटीन और TAZ ये एथेरोस्क्लेरोसिस घावों में अत्यधिक अभिव्यक्त होते हैं YAP TAZ और मेकैनोसेंसिटिविटी के बीच कोई संबंध है या नहीं ये अज्ञात है आज मैं एक पेपर पर चर्चा करूँगा जहाँ उन्होंने एंडोथेलियल कोशिकाओं में YAP TAZ मार्ग का फ्लो डिपेंडेंट मॉड्यूलेशन बताया है तो ऐसा करने के लिए वे एक समानांतर प्लेट प्रवाह कक्ष का उपयोग करते हैं जहां फिर से एक पाइप की तरह आपके पास एक समानांतर प्लेट फ्लो चैम्बर है यदि आप आधार को देखते हैं तो आपके पास एंडोथेलियल कोशिकाएं मोनो परत के रूप में विकसित होती हैं और फिर आपके पास प्रवाह होता है तो यह एक दी गई ऊंचाई है तो आपके पास कोशिकाओं पर एक प्रवाह प्रोफ़ाइल लगाया जा रहा है कोशिकाओं को कतरनी तनाव के अधीन किया जाता है तो इसका उपयोग करके आप हमारे लामिना को स्थिर करने के लिए प्रवाह के प्रकार को बदल सकते हैं लामिना के प्रवाह में जब आपके पास प्रवाह होता है तो कोई मिश्रण नहीं होता है तो पाइप में यदि आप किसी दिए गए बिंदु पर डाई की एक छोटी राशि जोड़ते हैं तो डाई उस दिशा में यात्रा करेगी और अन्य दिशा में फैल नहीं पाएगी तो यह वही है जो लामिना के प्रवाह से होता है इसके विपरीत आपके पास अशांत प्रवाह हो सकता है जहां इस विकिरण दूरी पर इन कणों का मिश्रण होगा उन्होंने HUVEC कोशिकाओं का उपयोग किया यह मानव गर्भनाल संवहनी endothelial कोशिकाओं है और फिर उन्हें लैमिनार या दोलनात्मक प्रवाह का अधीन होना पडा था यह लामिना कतरनी तनाव या दोलन कतरनी तनाव है और जो उन्होंने पाया वह लामिना की स्थिति में था उन्होंने इन शर्तों के तहत जाँच की कि YAP और TAZ की प्रोफाइल क्या है अब ये प्रतिलेखन कारक इस विशेष व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं कि जब इसमें निष्क्रिय कर देता हुआ फॉस्फोराइलेटेड अवस्था है और यह साइटोप्लाज्मिक स्थानीयकरण को प्रदर्शित करता है लेकिन जब हम सक्रिय हो जाते हैं तो फॉस्फोरिलीकरण स्तर गिर जाता है और यह परमाणु स्थानान्तरण परमाणु स्थानीयकरण की ओर जाता है जब उन्होंने यह प्रयोग किया तो उन्हें पता चला कि लामिना कतरनी के नीचे उनका फॉस्फोर YAP का लेवल स्तर था तो फॉस्फो YAP कुल YAP के लिए स्थिर था लेकिन दोलन कतरनी तनाव के तहत यह कम हो गया फॉस्फो YAP से कुल YAP प्रकार में कमी आई और इन शर्तों के तहत TAZ की अभिव्यक्ति प्रोफ़ाइल में वृद्धि हुई तो यह न केवल HUVEC कोशिकाओं में बल्कि महाधमनी एंडोथेलियल सेल में भी देखा गया तो यह महाधमनी एंडोथेलियल कोशिकाएं हैं और यह संवहनी एंडोथेलियल कोशिकाएं हैं EC एंडोथेलियल कोशिकाओं के लिए है इन दोनों मामलों में उन्होंने इस विशेष प्रोफ़ाइल का सुझाव देते हुए कहा कि वे सुझाव देते हैं कि OS का परिणाम YAP TAZ सक्रियता है और वे स्थानीयकरण हस्ताक्षर द्वारा भी इसकी पुष्टि करते हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्मिक इंटेंसिटी सिग्नल फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी सिग्नल पर ट्रैक किया था और फिर उन्होंने पाया कि लामिना स्ट्रेस की स्थिति की तुलना में जहां आपकी दी गई प्रोफाइल थी जो 1 से कम या तुलनीय था और इन परिस्थितियों में यह OS में वृद्धि हुई है यह काफी मानों में 3 तक वृद्धि हुई थी इसलिए इसने पुष्टि की कि YAP TAZ सिग्नलिंग दोलन कतरनी तनाव के तहत सक्रिय हो जाता है तब उन्होंने फंक्शन का लाभ और फंक्शन प्रयोगों की हानि का प्रदर्शन किया इसलिए फंक्शन के नुकसान के लिए वहाँ siRNA है वे YAP TAZ की अभिव्यक्ति को नीचे गिराते हैं और फ़ंक्शन के लाभ के लिए वे YAP से अधिक व्यक्त करते हैं यह हमेशा संवैधानिक रूप से सक्रिय था और उन्होंने जो पाया वह इन 2 स्थितियों के तहत था जब उन्होंने YAP TAZ सिग्नलिंग एंडोथेलियल सेल प्रसार को गिरा दिया जिसमें काफी गिरावट आई और जब YAP को सक्रिय किया तब इसे गिराया तो EC प्रसार काफी बढ़ गया तो यह सुझाव देता है कि YAP TAZ सिग्नलिंग EC प्रसार को नियंत्रित करता है और यंत्रवत् रूप से वे यह पाया की एस चरण कोशिकाओं का प्रतिशत काफी दोलन कतरनी तनाव में बढ़ गया और साथ ही जब YAP को ज्यादा व्यक्त लेमिनर कतरनी तनाव की स्थिति में भी किया गया था साथ में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लैमिनर शीयर स्ट्रेस के तहत YAP TAZING सिगनलिंग निष्क्रिय हो जाता है जबकि YAP TAZ सक्रियण में दोलनकारी परिणाम है और यह EC की पॉलिफिरेशन की ओर जाता है इसके अलावा फिर उन्होंने जाँच की कि YAP TAZ की भूमिका सूजन को मध्यस्थता करने में क्या थी उन्हें जो मिला वह यह था की दोलन कतरनी तनाव था जिसने इसे प्रेरित किया ECs में VCAM 1 संवहनी सेल आसंजन अणु 1 और ICAM 1 की अभिव्यक्ति और इसने बढ़ते लगाव का नेतृत्व किया EC सतहों पर THP1 मोनोसाइट्स के समानांतर रूप से जब YY TAZ को SYT YAP TAZ के साथ नीचे गिराया गया तो उन्होंने VCAM और ICAM के स्तर र में कमी देखी और आसंजन कम हो गया इसके अलावा जब उन्होंने SA YAP का उपयोग करते हुए अधिक सक्रिय रूप से व्यक्त किया तो YAP ने इसे स्थिर परिस्थितियों में भी भड़काऊ प्रतिक्रिया में वृद्धि की तो लामिना के कतरनी तनाव की स्थिति में भी जब आपके पास भड़काऊ प्रतिक्रिया होती है तो वे व्यक्त करते हैं कि वे मोनोसाइट्स की संख्या के अनुसार AP निर्धारित करते हैं जो चिपकने वाला आसंजन मिला है और यह सब इंटीग्रिन β2 की अभिव्यक्ति के माध्यम से संभव किया गया था तो उन्होंने जो पाया इंटीग्रिन β2 अभिव्यक्ति THP1 कोशिकाओं में सक्रिय था और यह वह तंत्र है जिसने ECs पर बढ़ाया आसंजन THP1 कोशिकाओं को समझाया साथ में लेखकों ने जो निष्कर्ष निकाला वह यह था कि दोलन तनाव द्वारा YAP TAZ सक्रियण मोनोसाइट EC इंटरैक्शन को बढ़ाता है और ये एथेरोजेनेसिस में योगदान कर सकते हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस शुरू कर सकते हैं साथ में लेखक निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे इसलिए जब भी आपके पास लामिना का प्रवाह होता है तो आपका YAP TAZ एक साइटोप्लाज्मिक स्थानीयकरण प्रदर्शित करता है और इसके परिणामस्वरूप समग्र स्थिति एथेरो सुरक्षात्मक होती है लेकिन परेशान प्रवाह के तहत YAP TAZ फास्फारिलीकरण नीचे चला जाता है जो EC में VCAM और ICAM अभिव्यक्ति के परमाणु स्थानीयकरण विनियमन और इन कोशिकाओं में इंटीग्रन β2 अभिव्यक्ति को एकीकृत करता है तो कुल मिलाकर ये प्रसार और एक सूजन संकेत की ओर जाता है तो यह आपको दिखाता है कि घुलनशील कारकों के अलावा आप इस यांत्रिक प्रवाह प्रेरित क्षेत्र में निर्मित सूजन हो सकते हैं जहां प्रवाह परेशान हो जाता है कोई भी दिशा में या जहां कतरनी तनाव कम हो जाता है जिससे इन एथेरोस्क्लेरोसिस सजीले टुकड़े का निर्माण होता है या यदि प्रवाह दोलनीय में व्यापक दिशा में परेशान है तो आप भी इन क्षेत्रों प्राप्त कर सकते हैं इसके साथ मैं यहां रुकूंगा